नमस्कार आज हम प्रबंध सेवाएँ तथा समकालीन मुद्दों पर आधारित इस पाठ्यक्रम के सातवें सप्ताह के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं हम इस सत्र तथा संभवतः अगले सत्र में सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है कि यह एक अत्यधिक रोचक एवं रणनीतिक विषय है इसका कारण यह है कि सेवाओं का व्यवसाय अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है प्राय सेवाओं के व्यवसाय में प्रवेश बाधाएं बहुत ही कम होती है इसलिए सेवा व्यवसाय हमेशा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी साबित हो रहा है इसलिए जितना अधिक आप सफल होते हैं उतने अधिक प्रतिस्पर्धी आपको आकर्षित करते हैं लेकिन आज यह प्रतियोगिता ना केवल आपके क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय ज्ञानक्षेत्र डोमेन से आ रही है बल्कि प्रायः सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा दुनिया के सभी देशों से सामने आ रही है और कुछ प्रकार की सेवाओं जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल सेवाओं चिकित्सा सेवाओं या कुछ प्रकार की सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवाएं सॉफ्टवेयर सेवाएं आज वैश्विक रूप से सामने आ रही है इसका तात्पर्य यह है कि आप सेवा प्रारंभ के प्रथम दिवस से ही वैश्विक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना प्रारंभ कर देते हैं सेवाओं का व्यापार अत्यधिक हाइपर प्रतिस्पर्धी है तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के परिणाम स्वरूप ग्राहकों को ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है और केवल ग्राहकों का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि आपको ग्राहकों को दोहराने की आवश्यकता है आपको ग्राहकों की निष्ठालॉयल्टी की आवश्यकता है यहां तक कि ग्राहकों की लॉयल्टी भी आज पर्याप्त नहीं मानी जाती है आपको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए या ग्राहकों के साथ खड़े होने की सिफारिश करनी चाहिए इस मुद्दे पर हमने कई बार चर्चा की है जैसा कि आप इस आरेख में पीछे देखते हैं नींव ग्राहकों की संतुष्टि है ग्राहक संतुष्टि और सेवा की गुणवत्ता के बीच संबंध है यदि आपकी सेवा की गुणवत्ता खराब है तो आपको संतुष्टि क्षेत्र में खेलने के लिए भी नहीं मिलता है लेकिन बस ग्राहकों की संतुष्टि पर्याप्त नहीं है क्योंकि कई उदाहरण हैं जहां अगर आप ग्राहक से पूछते हैं कि ग्राहक सेवा कारखाने या सेवा की दुकान या सेवा की डिलीवरी की जगह से बाहर आ रहा है तो यह एक फिल्म सभागार हो यह एक रेस्तरां हो यह कुछ प्रकार के कर्मियों की देखभाल सेवा सैलून हो यदि आप ग्राहक से पूछते हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं तो ग्राहक कह सकता है कि मैं काफी संतुष्ट था किंतु इसका आशय यह नहीं है कि ग्राहक उस प्रतिष्ठान में वापस आ जाएगा ग्राहकों का दोहराव ग्राहक के केवल संतुष्ट मात्र होने से ही सुनिश्चित नहीं होता है किंतु यह तभी सुनिश्चित होता है यदि ग्राहक आपकी सेवा से प्रसन्न है तथा आप ग्राहक की प्राथमिकता बन जाए और जब तक आपको ग्राहकों की वकालत ना मिल जाए तब तक ग्राहकों की वरीयता का वास्तव में उतना महत्व नहीं रह जाता है कई क्षेत्रों में आज उदाहरण के लिए जब मैं किसी भी यात्रा पर जाता हूं जो कि केवल सम्मेलन यात्रा या व्यवसाय यात्रा या अवकाश पर्यटन यात्रा हो सकती है मैं पहले अपने फिल्टर का प्रयोग करते हुए विभिन्न होटल और यात्रा से संबंधित वेबसाइट का उपयोग करता हूं तो क्या यह hotelcom या bookingcom है या मेक माय ट्रिप डॉट कॉम या गो आई बी बो डॉट कॉम मे ट्रिवागो का प्रयोग करता हूं मैं तुलनात्मक सेवाओं का उपयोग करता हूं मैं फिल्टर का उपयोग करता हूं और फिर मेरी पसंद के पांच या छह होटल सामने आ जाते हैं अगला कार्य जो मैं करता हूं वह है कि मैं सीधे ही यह नहीं पढता की होटल किस बारे में बात कर रहे हैं उनकी सुविधाएं क्या है वह कितने महान हैं मैं सीधे अन्य ग्राहकों की टिप्पणियों को पढ़ता हूं और अब इन दिनों सर्वव्यापी सोशल मीडिया के युग में लगभग सभी साइट सूची ग्राहकों की टिप्पणियों ग्राहकों की सेवाओं के विषय में यह लगभग अनिवार्य है तो मैं उन टिप्पणियों को पढ़ता हूं और उन टिप्पणियों के आधार पर मैं अक्सर होटल Y या Z या M N O P के स्थान पर होटल एक्स के चयन के लिए अपना निर्णय लेता हूं इसका आशय है कि ग्राहक वकालत या ग्राहक का सह चयन करना आपके विपणन के लिए अब कई सेवाओं के क्षेत्र में लगभग अनिवार्य हो गया है और ग्राहक के मन में अपनी स्थिति को जीतने की यात्रा सेवा की गुणवत्ता सर्विस क्वालिटी के साथ शुरू होकर ग्राहक की संतुष्टि से होते हुए ग्राहकों की प्राथमिकता को जीतने की यात्रा ग्राहक की पसंद तक जाती है अतः ग्राहक वरीयता का विचार सेवा की गुणवत्ता से संबंध रखता है सेवा की गुणवत्ता सर्विस क्वालिटी से संबंधित डाटा जो मूल रूप से सेवा प्रतिष्ठान ए और सेवा प्रतिष्ठान बी के बीच तुलना के लिए या उस गुणवत्ता मूल्यांकन मॉडल के साथ तुलना के लिए उपयोग में लिए जाते हैं जिसमें हम जा रहे है डेटा संग्रह उस बिंदु से प्रारंभ होता है जिसे हम टच प्वाइंट या स्पर्श बिंदु कहते हैं यह मोमेंट ऑफ ट्रुथ से प्रारंभ होता है जहां ग्राहक अग्रिम पंक्ति सेवा कर्मियों फ्रंटलाइन पर्सोनेल और फ्रंट लाइन सेवा सुविधाओं के संपर्क में आता है इसलिए यह प्रत्येक ग्राहक संपर्क वास्तव में हमारे सर्विस क्वालिटी मूल्यांकन मॉडल में एक इनपुट है और स्पष्ट है इस तरह के एक प्राकृतिक प्रतिमान को संतुष्ट करने के अवसरों को और संतुष्ट करने के लिए अधिक अवसर हैं और निश्चित रूप से हम एक सत्र में क्या चर्चा करेंगे कुछ सत्र बाद में सर्विस रिकवरी सेवा पुनर्प्राप्ति कि इस बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया के बारे में जहां विफलता वास्तव में सफलता की ओर ले जाती है लेकिन बाद में आती है पर बात करेंगे आज हम सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मानी गई सर्विस क्वालिटी यह ब्लॉक वह है जिसे हम आज के सत्र में आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम इस मॉडल को अपना सकें साथ ही मानी गई सर्विस क्वालिटी ग्राहक संतुष्टि की ओर अग्रसर करती है तथा ग्राहक संतुष्टि ग्राहकों की प्राथमिकता का आधार है जिसके आधार पर हम ग्राहकों की वकालत में वृद्धि करेंगे अब परशुरामन और अन्य के शोध जिनके बारे में मैंने कुछ समय पूर्व ही बात की थी ने दिखाया कि ग्राहकों की धारणा कस्टमर्स परसेप्शन उपभोग से पूर्व ग्राहकों की अपेक्षा और उपभोग के पश्चात ग्राहकों की धारणा को समझने की सबसे कुशल तकनीक है मैंने इस पी और ई के बारे में पहले बात की है किंतु आज हम इसमें गहराई से जाएंगे इसलिए ग्राहक की एक्सपेक्टेशन या ग्राहकों का परसेप्शन सेवा से पहले ग्राहक की एक्सपेक्टेशन अथवा सेवा के पश्चात ग्राहकों के परसेप्शन को पांच कारकों के संदर्भ में समझा जा सकता है इन पांच कारकों में सम्मिलित है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी एक निश्चित सेवा का दृढ़ता के साथ किया गया कुशल निष्पादन है उदाहरण के लिए आप प्रतिदिन सुबह अथवा शाम को एक ही ई समाचार पत्र प्राप्त करते हैं जिसकी आपने सदस्यता ली है तो रिलायबिलिटी समय पर समाचार पत्र की प्राप्ति है हवाई जहाज समय पर उड़ान भरता है समय पर उड़ाने आती है समान समय पर डिलीवर कर दिया जाता है यह सभी कारक है जो आमतौर पर सेवा की रिलायबिलिटी सेवा की भविष्यवाणीसे जुड़े होते हैं तथा आप उन सेवाओं पर निर्भर रह सकते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु रेस्पॉन्सिवनेस जवाबदेही है और रेस्पॉन्सिवनेस ग्राहकों को तुरंत मदद करने की इच्छा है इसका उदाहरण यह है कि आप उन प्रणालियों से बचते हैं जो ग्राहकों को आपकी सेवा के परिणामों को पोस्ट करने तक ले जाते हैं यह ग्राहकों को प्रतीक्षा करने और बिना बोर हुए और बिना किसी निश्चित आधार के प्रतीक्षा करने से रोकते हैं तो यह रिस्पांसिंवनेस की बाधाएं हैं रिस्पांसिंवनेस वह है जहां ग्राहक अच्छा महसूस करता है जब ग्राहक के पास सेवा प्रवाह होता है तो ग्राहक को लगता है कि लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं सिस्टम उस पर ध्यान दे रहा है और ग्राहक इस परस्पर क्रिया इंटरेक्शन से खुश रहता है जो उस समय चल रहा होता है अगले आयाम में हम तीन आयामों को देखेंगे जिन में सम्मिलित है एश्योरेंस आश्वासन यह विश्वास और आत्मविश्वास व्यक्त करने की क्षमता है उदाहरण के लिए विनम्र होना और ग्राहक के प्रति सम्मान दिखाना अब हम एश्योरेंस देते हैं कि हम इस बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं जब हमने सेवाओं के प्रबंधन में लोगों के मुद्दे के बारे में चर्चा की एश्योरेंस का आशय है कि हम सेवा प्रदाताओं पर कुशल समझने योग्य विनम्र और विश्वास पैदा करना चाहते हैं जिसका आशय यह है कि हम चाहते हैं नर्सों को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए उन्हें सदैव अत्यधिक आश्वस्त होना चाहिए उन्हें कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए जब रोगी उत्तेजित होता है तो उन्हें वास्तव में रोगी को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए उन्हें सदैव शांत स्मूथिंग की परिस्थिति में होना चाहिए यह एक कठिन कार्य है क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा कि जब हमने भावनात्मक श्रम के बारे में चर्चा की यदि आप याद करते हैं कि यह वही है जिसकी हम उम्मीद करते हैं जब हम सेवा प्रदाता या फ्रंटलाइन परसौनल की सेवा की गुणवत्ता का आकलन कर रहे होते हैं तो यह आसान काम नहीं रह जाता है निश्चित रूप से अगला आयाम गुणवत्ता है यदि कोई व्यक्ति सेवा व्यवसाय में काम कर रहा है तो इसे उपस्थित होना चाहिए यह विशेष रूप से माल के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एंपैथी समानुभूति दूसरे के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने की क्षमता है उदाहरण के लिए एक अच्छा श्रोता लिस्नर होने के लिए दूसरों के दर्द की सराहना करने की क्षमता का होना भी आवश्यक है तो एंपैथी अपने व्यक्तित्व से बाहर जाने तथा सेवा ग्राहक की भूमिका को अपनाने की क्षमता है या फिर से विशेष रूप से सेवा प्रदाताओं जैसे डॉक्टर या प्रबंधन पेशेवरों या सलाहकारों या कानूनी पेशेवरों के लिए प्राय मुश्किल कहा जाता है क्योंकि एक तरफ उन्हें इन भावनाओं को तर्क से जोड़ना पड़ता है यदि वे उनके रोगियों या दर्द अथवा ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं तो फिर वह स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते हैं इसलिए उन्हें अपने जुनून को बनाए रखते हुए आत्मविश्वास की भावना तथा भागीदारी की भावना ग्राहक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी यह ड्युअलिटी प्रबंधन स्पष्ट करता है की क्या एंपैथीसमानुभूति या एश्योरेंस आश्वासन एक कठिन परिस्थिति है तथा निश्चित रूप से चल भौतिक सुविधाएं तथा सुविधाजनक माल है अब जैसा कि आप इन पांचों कारकों को देखते हैंरिलायबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनैंस और टेजिबलस कुछ दृष्टि तक संख्यात्मक तथा गणितीय संख्याओं के मापदंडों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और इसलिए हम कुछ मानक बना सकते हैं जिनके द्वारा हम इन तीन कारकों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे किंतु जैसा आप जानते हैंएश्योरेंस और एंपैथी के लिए स्केल को विकसित करना एक जटिल कार्य है सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहक के बीच प्रत्येक बातचीत अपने आप में अद्वितीय है इसलिए यहां हमें ग्राहकों के मन में एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के मध्य तुलनात्मक निर्णय पर निर्भर रहना होगा इसलिए एक सेवा के लिए उम्मीद एक्सपेक्टेशन जो अन्य लोगों के लिए वर्ड ऑफ माउथ का निर्माण करती है अन्य ग्राहकों से रिफिल के रूप में व्यक्तिगत जरूरतों और उन जरूरतों के मूल्यांकन से और सेवा प्रदाता की योग्यता और क्षमताओं के साथ मेल खाती है तथा पूर्व अनुभव के साथ एक ही सेवा प्रदाता इन तीनों चालकों का प्रयोग करते हुए सेवाओं की एक्सपेक्टेशन उम्मीद पैदा करता है दूसरी ओर सेवा का परसेप्शन धारणा सेवाओं के उपयोग के पश्चात होती है और जैसा कि आप यहां देखते हैं कि यह समीकरणों के तीन सेट हैं हमने इस पाठ्यक्रम में पहले भी कई बार चर्चा की है कि यदि एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि सेवाओं को प्रदान करने से पूर्व उनका परसेप्शन उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक है ऐसे में इसे गुणवत्ता की गंभीरता माना जाएगा इसका मतलब यह है कि यह ग्राहक के लिए एक डिलाइटफुल सरप्राइज़ सुखद आश्चर्य है यदि यह बराबर है तो यह केवल अपेक्षाओं को पूरा करता है और तब यह केवल एक प्रकार की स्थिति है यदि यह संतोषजनक है किंतु जैसा कि आप आसानी से देख सकते हैं इसलिए केवल ग्राहक संतुष्टि ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि यदि कोई अन्य प्रतियोगी इस स्तर पर समान सुविधाएं प्रदान कर सकता है तो आप प्रतिस्पर्धी नुकसान में होंगे इसलिए चाहे आपके पास एक संतुष्ट ग्राहक हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि ग्राहक अपने व्यवहार को दोहराएं और निश्चित रूप से यदि उपयोग के पश्चात उनका परसेप्शन उनके प्राथमिक एक्सपेक्टेशन से कम हो तो ऐसे में सेवा की गुणवत्ता को अस्वीकृत किया जा सकता है इसलिए वैचारिक रूप से आप देखेंगे कि प्रारंभिक एक्सपेक्टेशन तथा उपभोग के पश्चात के परसेप्शन के मध्य के अंतर पर हम ध्यान दे रहे हैं यदि यह अंतर परसेप्शन के पक्ष में है तो सेवाएं डीलाइटफुल मानी जाएंगी यदि यह अधिक या कम समान है तो आप केवल संतुष्ट हैं और यदि उपभोग के पश्चात परसेप्शन एक्सपेक्टेशन से कम है तो यह सेवा अस्वीकार्य मानी जाएगी अतः इसीलिए यहां जीतने का कोई तरीका नहीं है Refer Slide Time 1701 इसलिए वास्तव में एक अंतराल को पांच अलग अलग प्रकार के अंतराल में व्यक्त किया जा सकता है अतः प्रथम अंतराल तब होगा जब ग्राहकों की एक्सपेक्टेशन अपेक्षा प्रबंधन की एक्सपेक्टेशन से भिन्न होती है इसका मतलब यह है कि प्रबंधन को क्या लगता है की यह वह जगह है जहां ग्राहक कंफर्टेबल होगा यह एक प्रकार से भीतरी सजावट है जो ग्राहकों को आराम देगा यह एक प्रकार का भोजन है जिसे यदि कमरे में परोसा जाता है तो ग्राहक खुशी महसूस करेगा यह एक प्रकार का औसत सेवा समय है यदि हम सुबह के नाश्ते की डिलीवरी सुबह समय पर बनाए रखते हैं तो ग्राहक संतुष्ट होंगे किंतु यदि प्रबंधन की धारणा ग्राहकों से भिन्न है तो ग्राहकों को लगता है कि सुबह 5 या 10 मिनट में नाश्ता दिया जाना चाहिए यदि वे जल्दी में हो तथा प्रबंधन को लगता है कि नाश्ता 15 मिनट में दिया जा सकता है तो वहां एक अंतर आ जाता है यह वही है जिसे हम ग्राहकों की समझ तथा ग्राहकों की समझ में होने वाला अंतर मानते हैं इसलिए इसे अक्सर हम बाजार अनुसंधान अन्तर या ग्राहक अनुसंधान गैप के नाम से जानते हैं इसका आशय है कि हमने ग्राहकों की आवश्यकताओं को गहराई से नहीं समझा है और निश्चित रूप से यदि यह पाया जाता है यहां अंतराल पाया जाता है तो इसे आसानी से जांच किया जा सकता है क्योंकि एक ग्राहक की आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है तथा कोई एक बार इस प्रक्रिया को ठीक भी कर सकता है और जान सकता है कि यह अंतर निर्मित हो गया है अगले अंतराल को डिजाइन गैप कहते हैं डिजाइन गैप का अर्थ हैकी सेवा स्टैंडर्ड मानक क्या है इसका आशय है कि प्रतिस्पर्धी स्टैंडर्ड क्या है और उद्योगों के स्टैंडर्ड क्या है इसलिए उदाहरण के लिए एयरलाइन सेवा के संबंध में कुछ स्टैंडर्ड है जिन्हें आप जानते हैं जिनके अनुसार आपको सेवा प्राप्ति से कम से कम आधे घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा अब यदि कोई एयरलाइंस ग्राहक किसी को उड़ान के समय से डेढ़ घंटे पहले घरेलू उड़ान के लिए रिपोर्ट करवाती है तो इसका आशय है कि आप अपने ग्राहकों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं यह देखना कि इन लाइनों को कैसे संतुलित किया जा सकता है इसके लिए यह देखने की कोशिश करना अनिवार्य है कि किस प्रकार बाधाओं बोतल नेक्स को हटाया जा सकता है जिससे यह देखा जा सकता है कि प्रवाह क्षमता थ्रू पुट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है यह देखने की कोशिश करें कि प्रतीक्षा समय को कैसे कम किया जा सकता है और इसलिए इस प्रकार हम इस डिजाइन गैप को पूरा कर सकते हैं तीसरा अंतर कन्फोमेंस अनुरूपता सेवा स्टैंडर्ड तथा सेवाओं के वितरण के मध्य अंतर है फिर से यह महत्वपूर्ण है कि हम कन्फोमेंस का समाधान करें पुनः हमें वास्तव में अपनी सेवाओं के ब्लू प्रिंट पर ध्यान देना है तथा हमारे उद्योग में सेवा मानको में सुधार के बारे में भी जानना आवश्यक है क्योंकि सभी प्रतियोगी हमेशा पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और वे कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने सेवा मानकों में लगातार सुधार करते रहें इसलिए इसका यह आशय है कि आपको लगातार अपने उद्योग में उभरते हुए स्टैंडर्ड अन्य प्रमुख प्रतियोगियों तथा नवीन प्रतियोगियों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा और आपको इस कन्फोमेंस का प्रबंधन करना होगा और फिर अगला अंतर निश्चित रूप से यह है कि क्या सेवाएं प्रदान की जा रही है और ग्राहकों को क्या माना जाता है कभी कभी यदि सेवा प्रक्रिया के दौरान संचार मैं दोष हो अथवा सेवा प्रक्रिया के दौरान उसकी प्रस्तुति में दोष पाया जाता है तो अच्छी सेवा वितरण के पश्चात भी वास्तव में ग्राहक के मन में उस तरह की अनुकूल छाप नहीं बनाई जा सकती हैं इसलिए एक अच्छा उदाहरण यह है कि आप जो भोजन परोस रहे हैं वह शायद बहुत अच्छा हो लेकिन यदि क्रोकरी उचित नहीं है या प्रस्तुति उचित नहीं है या यदि सेवा कर्मी साफ सुथरे नहीं है या उन्होंने सही ढंग से कपड़े नहीं पहने हुए हैं या वे साफ सुथरे नहीं दिखाई देते हैं या वे दस्तानो का उपयोग करते हुये नहीं दिखाई देते हैं तो यह उपस्थिति भी संचार का एक माध्यम है यह सभी सही रूप से असाइन होने चाहिए तथा यह सभी प्रतीक भी संचार या मेनू डिजाइन का एक भाग है जिस तरह आप का खिदमतगार मेन्यू के बारे में बात करता है वह परामर्श जवाब स्टूवर्ड के साथ कर सकते हैं या जिस तरह वेटर को जल्दबाजी में ग्राहक की प्रतिक्रिया दे सकते हैं यह सभी संचार के पैकेज हैं तथा एक संपूर्ण संचार प्रणाली का हिस्सा है और यदि वह संचार प्रणाली उचित नहीं है तो सेवा वितरण अच्छा होगा किंतु ग्राहकों का परसेप्शन धारणा शायद अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको वास्तव में सेवा साक्ष्य के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा किंतु यदि हम सभी को फोन करते हैं तथा मैं संकेतों प्रतीकों तथा कॉलेटरल के बारे में बात करना शुरू कर रहा था क्योंकि इन सभी को सुधारने की आवश्यकता है और हां हम दोनों के बीच आखरी अंतर यही है इसलिए ग्राहकों की संतुष्टि जहां अगर ग्राहक का परसेप्शन धारणा ग्राहकों की एक्सपेक्टेशन अपेक्षा के साथ पुष्टि न कर पाए तो एक तरह से यह सब अंतराल आखिरकार इस पांचवें अंतर को जन्म देता है यह प्रसिद्ध सेवा गुणवत्ता अंतर मॉडल सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल है तो क्वालिटी डिजाइन द्वारा बनाई जा सकती है इसका मतलब है कि यदि आप वास्तव में एक बजट होटल बनाना चाहते हैं जब आप खुद को बहुत अधिक स्पष्ट करते हैं कि आप किस तरह का डोमेन खोल रहे हैं और अपनी वेबसाइट से जिस तरह से आप को विभिन्न प्रकार की यात्रा तुलना की साइटों द्वारा विवरण प्रदान किया जाता है तथा जिस तरह से ग्राहक सेवा स्तर को मानता है जब ग्राहक आता है या जब ग्राहक बुकिंग की सूचना प्राप्त करता है यह वह जगह है जहां वास्तव में आप डिजाइन द्वारा गुणवत्ता सेवा का निर्माण कर सकते हैं और कुछ अन्य चीजें जो आप कर सकते हैं वह है कि आप सेवा के कुछ पहलुओं को असफल सिद्ध कर सकते हैं इसलिए चाहे वह होटल के कमरे में बिजली के कनेक्शन में हो या मनोरंजन पार्क में ऊपरी तख्ती पर ताकि छोटे बच्चे सवारी करने ना जा सके जो उनके लिए सुरक्षित नहीं है यह सभी तरीके हैं जिनसे आप वास्तव में सेवाओं को प्रभावी बना सकते हैं और डिजाइन द्वारा उचित मांगों को सुनिश्चित भी कर सकते हैं इसके लिए एक बहुत अच्छा उपकरण गुणवत्ता का प्रसिद्ध घर है इसलिए भले ही इसे गुणवत्ता का घर कहा जाता है यह वास्तव में गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं है यह सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण या सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण या सेवा के प्रकार की सेवा नहीं है बल्कि यह वास्तव में एक डिजाइन उपकरण है इसलिए यदि हम जानते हैं कि ग्राहक की आवश्यकताओं में रिलायबिलिटी रेस्पॉन्सिवनेस एश्योरेंस एंपैथी तथा टेजिबल है तो इसे आसानी से याद रखने के लिए मैं एक एक्रोनियम TEARR का प्रयोग करूंगा जिसमें डबल आर होगा अब आप TEARR को डबल आपके साथ जानते हैं जिनमें टेजिबल एंपैथी एश्योरेंस रिलायबिलिटी तथा रिस्पांसिंवनेस शामिल है इसलिए यदि हम उदाहरण के लिए तुलना कर रहे हैं तो एक विशेष रूप से यह एक प्रसिद्ध स्थिति में लिया जा सकता है एक कार डीलर अपने क्षेत्र की वोल्वो और यूरोप में अन्य वोल्वो कार डीलरों के साथ अपनी तुलना करता है तथा वह यह कह सकता है कि ग्राहकों की एक्सपेक्टेशन क्या है ताकि वह प्रयोग के पश्चात परसेप्शन के मध्य अंतर की जांच करके निष्कर्ष दे सकता है की प्रशिक्षण द्वारा सेवा कर्मियों में एटीट्यूड को विकसित करके उन्हें उचित दृष्टिकोण के लिए प्रशिक्षण देकर सेवाकर्मियों के एटीट्यूड में सुधार किया जा सकता है क्षमताओं का निर्धारण सूचना पैकेज उपकरण ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा हम इन कारकों को प्राप्त करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं की रिलायबिलिटी का प्रशिक्षण रिलायबिलिटी के साथ उच्च से संबंध है तथा सूचना और उपकरणों के साथ भी इनका मध्यम सहसंबंध अथवा कुछ हद तक संबंध है रेस्पॉन्सिवनेस का क्षमता के साथ उच्च सहसंबंध है जिसको आपने सेवा के उद्देश्य से निर्मित किया है इसका प्रशिक्षण के साथ भी कुछ संबंध है तथा साथ ही सूचनाओं के साथ भी इसका सहसंबंध है इसी तरह एश्योंरेंस का सेवा प्रदाताओं के एटीट्यूड के साथ उच्च से संबंध है अथवा सेवा प्रदाताओं के एटीट्यूड का एंपैथी के साथ उच्च से संबंध है इसलिए यह वास्तव में सेवा गुणवत्ता को डिजाइन करने के लिए एक सहसंबंध चार्ट है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है इसलिए जैसा कि मैं दोहराउगा यह एक गुणवत्ता मूल्यांकन का उपकरण नहीं है लेकिन यह गुणवत्ता डिजाइन का बहुत ही सरल बहुत प्रभावी उपकरण है और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में सोचे इसके पश्चात आप कुछ परीक्षण करने की कोशिश कर सकते हैं आप किसी विशेष सेवा को ले सकते हैं जैसे यहां हमने कहा डीलरशिप वाली है आप एक अस्पताल या नर्सिंग होम ले सकते हैं और आप वास्तव में इन पांचों कारकों के बीच संबंध देख सकते हैं और आपको वास्तव में ग्राहक क्या चाहता है इस आधार पर किस तरह पांच तत्व लेने होंगे तो यह वास्तव में ग्राहक क्या चाहता है इसके कौन कौन से कारक है और यह सभी कैसे कारक हैं इसका मतलब है कि आप इन्हें किस प्रकार से हासिल करेंगे तो कार डीलरशिप में इस मामले में एक बार प्रशिक्षण एटीट्यूड क्षमता सूचना उपकरण कैसे हैं आप वास्तव में एक और सेवा ले सकते हैं और देख सकते हैं कि वास्तव में इन कारकों को पूरा करने वाले कारक क्या होंगे और QFD वेबसाइट पर बहुत सारी सामग्री इस हेतु उपलब्ध है जिनमें उत्कृष्ट शिक्षकीय सामग्री एक्सीलेंट ट्यूटोरियल की उपलब्धता भी है और आप या तो यूट्यूब और या फिर गूगल के माध्यम से और मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप उनके माध्यम से जाएं और देखें कि आप वास्तव में कैसे इनका प्रयोग करेंगे यह सभी बहुत ही सरल उपकरण किंतु बहुत शक्तिशाली उपकरण है और फिर आप अधिक अभ्यास कर रहे हैं और अधिक उपयोग करने पर आपको इससे एक लगाव हो जाएगा और आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे और यह वास्तव में एक उत्कृष्ट उपयोगी उपकरण होगा जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन के प्रबंधकीय कार्यों के लिए आपके द्वारा किया जा सकता है वास्तव में इनमें और अधिक सुधार भारित औसत स्कोर तथा इंप्रूवमेंट डिफिकल्टी रैंक आदि के आधार पर किया जा सकता है आप अन्य प्रतियोगियों के साथ इनकी तुलना भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो यह QFD मैं सुधार कहलाएंगे इन्हें प्रायः हाउस ऑफ क्वालिटी कहा जाता है साथ ही इन्हें क्यूएफडी क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट भी कहा जाता है और मैं दोहरा लूंगा की क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट या हाउस ऑफ क्वालिटी सेवाओं की गुणवत्ता की डिजाइन करने के लिए क्वालिटी की जांच का कोई पैमाना नहीं है लेकिन यह सेवा में गुणवत्ता डिजाइन करने के लिए है ताकि ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके सेवाओं की विफलताओं के वर्गीकरण को मैं अगले सत्र में उठाऊंगा और हम इस विषय क्षेत्र से शुरुआत करेंगे इसलिए हमारी चर्चा के पहले भाग के रूप में कृपया उन पांच कार्य पर ध्यान दें जिनकी हमने चर्चा की है टेजिबलिटी एंपैथी एश्योरेंस रिलायबिलिटी तथा रिस्पांसिंवनेस विभिन्न प्रकार की सेवाओं के संदर्भ में उन पांच कारकों को समझने की कोशिश करें अपनी पाठ्य पुस्तक में सेवा की गुणवत्ता और उत्पादकता के अध्याय पर जाएं और उन्हें पढ़े और यह बहुत अच्छा होगा यदि आप वास्तव में इस अभ्यास को कर सकते हैं और यह एक स्वैच्छिक है यह एक अनिवार्य असाइनमेंट नहीं है लेकिन आप में से कुछ करना पसंद करेंगे और जिस तरह से QFD है इस आरेख को बनाने के लिए वेब पर कई टूल उपलब्ध हैं तो आपको बस रिक्त स्थान भरना है तो आपको कंप्यूटर पर यह प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है आपको कुछ ऐसा चार्ट मिलेगा जो ऐसा दिखता है और मैं कहूंगा कि आप एक ऐसी सेवा लेते हैं जिससे आप परिचित हैं और देखें आप वास्तव में उन कारकों को कैसे पूरा करेंगे जो आपको यह हासिल करने में मदद करेंगे कि ग्राहक क्या चाहते हैं और आप में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं मुझे उन्हें फोरम पर समीक्षा करने फोरम पर पोस्ट करने में बहुत खुशी होगी